रसायन विज्ञान पर लेक्चर में आपका स्वागत है इस मॉड्यूल में हम देख रहे हैं मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में यह दूसरा लेक्चर है यदि आप पिछले लेक्चर से याद करते हैं तो हमने चर्चा की कि हम मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्यों रुचि रखते हैं इंजीनियरिंग या विज्ञान के छात्रों के रूप में आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी में बुनियादी तरीके स्पेक्ट्रोस्कोपी में बुनियादी तकनीक मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी के विभिन्न प्रकार क्या हैं और इसी तरह से सीखना चाहिए मैंने उन तीन सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं पर भी चर्चा की जिन पर किसी को मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी की किसी भी शाखा पर ध्यान देना चाहिए अर्थात् स्पेक्ट्रम में रेखा की स्थिति किसी भी स्पेक्ट्रम के इन तीन पहलुओं की खोज करने से आपको उस अणु के बारे में विवरण मिलता है जिसे हम समझने की कोशिश कर रहे हैं या तलाशने की कोशिश कर रहे हैं इस लेक्चर में आज के लेक्चर में हम आपको दो मात्रात्मक संबंध पर प्रारंभिक चर्चा होगी तो आइए मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी पर लेक्चर 2 से शुरू करें हम जिन पहलुओं का अध्ययन करेंगे वे हैं एक सभी स्पेक्ट्रोस्कोपी में तीन मूलभूत प्रक्रियाएं एक quantitative relation जिसे Beer Lambert law कहा जाता है और इसका हम इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा के elementary account का पालन करेंगे मैं इसे elementary के अलावा मात्रात्मक संबंधों को सामने लाएं तो आइए हम उन प्रक्रियाओं से शुरू करें जो मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम के लिए मौलिक हैं इसलिए जब हम स्पेक्ट्रम के बारे में बात करते हैं तो याद रखें कि यह और कुछ नहीं बल्कि पदार्थ के साथ रेडिएशन का interaction है और विकिरण जैसा कि आप जानते हैं विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत दिशाओं में दोलन है अब यदि आप आइंस्टीन द्वारा प्रस्तावित फोटोइलेक्ट्रिक प्रभाव और संबंधित तस्वीर को याद करते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में फोटॉन द्वारा दिया गया था लेकिन यह अप्रासंगिक है जो महत्वपूर्ण है वह यह है कि इसमें फोटॉन होते हैं और फोटॉन की रेडिएशन ऊर्जा होते हैं यह आप काफी समय से परिचित हैं अब जब हम तीन प्रक्रियाओं पर चर्चा करते हैं तो हम इस विचार का उपयोग करते हैं कि फोटॉन की ऊर्जा वह है जो स्थानांतरित कहा जाता है पहली प्रक्रिया आइए हम एक बहुत ही प्रारंभिक स्थिति के बारे में सोचें जिसमें केवल दो ऊर्जा स्तरों वाला एक अणु होता है एक निम्न ऊर्जा स्तर जिसे E0 कहा जाता है और एक उत्तेजित ऊर्जा अवस्था जिसे E1 कहा जाता है आइए मान लें कि एक अणु के बजाय lower energy state में N0 अणु और उच्च ऊर्जा अवस्था में N1 अणु हो सकते हैं तो हम इसे उच्च ऊर्जा के रूप में और इसे निम्न ऊर्जा के रूप में लिखते हैं अब अपने प्रारंभिक गतिज सिद्धांत में एक प्रणाली के लिए यहां बहुत लागू है इसलिए यदि हम मानते हैं कि excited state में पहले से ही अणुओं की एक निश्चित संख्या है और उम्मीद है कि ground state में अणुओं की संख्या बहुत अधिक है तो हमारे पास रेडिएशन की अनुपस्थिति में यह परिदृश्य है रेडिएशन की उपस्थिति में आइए अणुओं पर प्रकाश डालें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को थोड़े समय के लिए पदार्थ के साथ interact करने दें मान लीजिए कि अणु ground state में है और यदि इस रेडिएशन की ऊर्जा h nu इन दो ऊर्जाओं के बीच के अंतर से बिल्कुल मेल खाती है अर्थात् यदि E1 E0 h ν के बराबर है जहाँ ν प्रणाली पर पड़ने अणु पर पड़ने वाले रेडिएशन की फ्रिकवेंसी है तो आप जो देखते हैं वह Bohr picture से परिचित है जैसे इलेक्ट्रॉन एक ऊर्जा स्तर या एक orbital हाइड्रोजन परमाणु की एक कक्षा से दूसरी कक्षा में कूदता है यहां भी ऐसी ही चीजें हो सकती हैं कि जब ऊर्जा lower energy state E0 वाले अणु पर पड़ती है तो वह higher state E1 के लिए उत्तेजित हो जाती है क्योंकि अणु को E0 से E1 तक जाने के लिए जो ऊर्जा आपूर्ति की जा रही है आवश्यक ऊर्जा के अंतर के बराबर होता है ऐसी प्रक्रिया को absorption कहा जाता है यह तीन प्रक्रियाओं में से एक है दूसरी प्रक्रिया है मान लें कि कुछ अणु excited state में हैं और चूंकि आप थर्मल संतुलन E1 N1 E0 N0 के बारे में बात करते हैं इसका मतलब यह नहीं है कि अणु जो उत्तेजित हैं और ऊर्जा अवस्था E1 मैं है इसका मतलब यह नहीं है कि अणु जो ground state में होते हैं वहीं रहते हैं नहीं दोनों states के बीच परिवर्तन का एक निरंतर संतुलन है जिसका अर्थ है कि excited state में कुछ अणु अपने आप वापस आ जाते हैं ऊर्जा खो देते हैं और इस प्रक्रिया में निश्चित रूप से वे रेडिएशन उत्सर्जित करते हैं जिनकी फ्रिकवेंसी दो states के बीच ऊर्जा अंतर के रूप में बिल्कुल समान होती है इसलिए वे वापस ground state में आ जाते हैं अब यह प्रक्रिया के आधार पर रेडिएशन की उपस्थिति में या रेडिएशन की अनुपस्थिति में दोनों तरीकों से हो सकता है यदि यह स्वयं रेडिएशन की अनुपस्थिति में होता है तो इसे स्वतःस्फूर्त उत्सर्जन कहा जाता है अब अगर ऐसा होता है क्योंकि किसी कारण से अणु excited state में फंस जाता है और ground state में नीचे आने में असमर्थ होता है लेकिन विकिरण उदाहरण के लिए excited state में अणु को किक करता है तो यह एक प्रक्रिया शुरू करता है जिसके द्वारा अणु अब ground state में आने में सक्षम होता है रेडिएशन hν की उपस्थिति के कारण आप देखते हैं कि ऊर्जा संरक्षण आवश्यकता स्पष्ट रूप से आपको बताती है कि यह रेडिएशन ऊर्जा प्लस ऊर्जा जो यहां से नीचे आने की प्रक्रिया में निकलती है दोनों यहां रेडिएशन के रूप में दिखाई देनी चाहिए और इसलिए आपको जो मिलता है वह एक फोटॉन के लिए होता है जो excited state में अणु के साथ interact करता है आउटपुट दो फोटॉन होंगे और रेडिएशन की उपस्थिति से इस प्रक्रिया को उत्तेजित कहा जाता है इसलिए यदि आप वापस जाते हैं तो आप इसे देखते हैं तीन प्रक्रियाएं हैं अर्थात् absorption अणु excited state में जा रहे हैं रेडिएशन की उपस्थिति के कारण अणु को E0 से E1 तक उत्तेजित करते हैं अणु जो excited state में हैं का अपने आप lower energy state में कूदना spontaneous emission कहलाता है और फिर ऐसे हैं जो फंस गए हैं जिन्हें रेडिएशन की उपस्थिति से ऊपर से नीचे की ओर धकेलने की आवश्यकता होती है इन्हें stimulated emission कहा जाता है Stimulated emission वह है जिसे हम आज लेज़र लाइट कहते हैं और लेज़र हर जगह आम हैं रेडिएशन के stimulated emission द्वारा प्रकाश प्रवर्धन ने 1917 1920 के दशक की शुरुआत में उस अवधि के आसपास की थी इसलिए लगभग 30 35 साल पहले प्रयोगों ने लेजर प्रकाश को निर्धारित किया और लेजर प्रकाश की खोज की इस प्रक्रिया की कल्पना की गई और स्पेक्ट्रोस्कोपी को पदार्थ के साथ रेडिएशन के इंटरेक्शन के semi classical approach के साथ विकसित किया गया इसे आंशिक रूप से semi classical कहा जाता है क्योंकि रेडिएशन को यहां शास्त्रीय रूप से फोटॉन के रूप में माना जाता है और अणुओं को उत्तेजित करने या उन्हें किसी अन्य तरीके से सीधे परिवर्तन किए बिना नीचे की स्थिति में लाने के अलावा कुछ भी नहीं किया जाता है मॉलिक्यूलर अवस्था विकिरण के गुणों को शास्त्रीय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के रूप में बरकरार रखती है आप अणु को क्वांटम यांत्रिक कहा जाता है स्पेक्ट्रोस्कोपी के अध्ययन के लिए रेडिएशन के अर्ध शास्त्रीय सिद्धांत को पूरी तरह से बदलने में रेडिएशन को सक्रिय रूप में शामिल करना पड़ सकता है लेक्चर की इस विशेष श्रृंखला में इसकी आवश्यकता नहीं है ये तीन प्रक्रियाएं हैं जिन्हें आपको याद रखना है आइए हम इन तीन प्रक्रियाओं को एक साधारण दर प्रक्रिया द्वारा मापने का प्रयास करें जिससे आप kinetics से परिचित हों तो आइए देखें कि इन तीन प्रक्रियाओं के kinetics का क्या अर्थ है आइए absorption को देखें आइए तीनों को एक ही प्रक्रिया में लिखें यह absorption है जो रेडिएशन की उपस्थिति में होता है फिर उत्सर्जन होता है spontaneous emission होता है जो रेडिएशन से स्वतंत्र होता है और फिर stimulated emission होता है जो तब होता है जब रेडिएशन excited state पर पड़ता है और फिर आपके पास दो रेडिएशन हैं दो फोटॉन molecular transition के परिणामस्वरूप दिखाई दे रहे हैं अब यदि रेडिएशन संतुलन की प्रक्रिया stimulated emission की प्रक्रिया क्योंकि ये दोनों प्रक्रियाएँ कुल संख्या N1 N0 को भिन्न संख्या में बदल देती हैं यदि प्रक्रिया संतुलन में है तो rate of absorption rate of emission के बराबर होनी चाहिए फिर आइए हम यहां दर कानून के समानुपाती होती है क्योंकि यह प्रक्रिया रेडिएशन की अनुपस्थिति में नहीं होती है यदि आप first order rate law मानते हैं तो संख्या radiation density के समानुपाती होती है और यह ground state में अणुओं की संख्या के समानुपाती होती है इसे d N0dt कहा जाता है यह ρv गुणा N0 के गुणनफल के लिए प्रस्तावक है Proportionality constant यदि हम इसे d N0dt को B constant के रूप में लिखते हैं और चूंकि यह प्रक्रिया निम्न अवस्था से उच्च ऊर्जा अवस्था की ओर है यह एक absorption प्रक्रिया है और चूंकि संख्या N0 बदल रही है घट रही है आइए हम इस बात से सावधान रहने के लिए एक ऋण चिह्न लगाते हैं यह वह rate है जिस पर N0 घट रहा है यह absorption की प्रक्रिया है बेशक यह उस प्रक्रिया के बराबर होना चाहिए जिसके साथ N0 बनाया गया है जो कि उस rate के समान है जो N1 को N0 में परिवर्तित किया जा रहा है इसलिए यदि हम उस प्रक्रिया को देखें जिसके द्वारा N0 प्राप्त किया जाता है तो वापस जाएं और देखें कि दो प्रक्रियाएं हैं अर्थात् stimulated emission और spontaneous emission और इन दोनों प्रक्रियाओं के kinetics अलग अलग हैं क्योंकि stimulated emission ρν की उपस्थिति में रेडिएशन ρν की उपस्थिति में संभव है जब रेडिएशन excited state पर पड़ता है तो आपको दो विकिरण दो फोटॉन निकलते हैं जबकि spontaneous emission विकिरण रेडिएशन की उपस्थिति पर निर्भर नहीं करता है इसलिए यदि आप उस rate के बारे में सोचते हैं जिस पर d N1dt माइनस में परिवर्तित हो रहा है तो दो प्रक्रियाओं का योग है यदि हम केवल stimulated emission पर विचार करें तो मान लें कि यह ρν के समानुपाती और संख्या N1 के समानुपाती है जो कि excited state N1 में मौजूद है अन्य spontaneous emission प्रक्रिया माइनस d N1dt यानी spontaneous emission के कारण N1 के परिवर्तन की दर केवल संख्या N1 के समानुपाती होती है अब कृपया समझें कि इन दोनों प्रक्रियाओं की भौतिकी अलग अलग है Stimulated emission प्रक्रिया के लिए रेडिएशन की आवश्यकता होती है Spontaneous emission प्रक्रिया के लिए भी रेडिएशन की आवश्यकता होती है और stimulated emission प्रक्रिया अनिवार्य रूप से absorption के विपरीत होती है रेडिएशन की उपस्थिति में क्या होता है और रेडिएशन की उपस्थिति में excited state में क्या होता है इसलिए एक निश्चित भौतिक समानता है यहां की प्रक्रिया absorption की प्रक्रिया के समान है जबकि spontaneous emission प्रक्रिया में absorption की कोई समानता नहीं है इसलिए जब हम kinetics के बारे में चिंता करते हैं जब हम दो प्रक्रियाओं को लिखते हैं constant d N1dt एक और constant B का उपयोग करते हैं जहां अणु excited state से ground state में जाता है तो ऋणात्मक d N1dt ρν के अनुपात में N1 के समानुपाती होता है हालांकि हम इसे stimulated emission के लिए उपयोग करते हैं spontaneous emission के लिए हम एक अलग constant का उपयोग करते हैं और आपको याद है यह केवल excited state में मौजूद संख्या के समानुपाती होता है अब यदि यह d N0dt के बराबर होता तो वह rate जिस पर N0 बनाया जाता है क्योंकि N1 से जो कुछ भी बदल रहा है वह N0 में उतर रहा है इसलिए आपके पास N0के गठन की दर N0 के N1 में परिवर्तन की दर के बराबर है N0 के गठन की दर और N0 से N1 के विनाश की दर के बराबर है जब आप ऐसा करते हैं तो दोनों दरें अब बराबर सेट हो जाती हैं यह वह दर है जिस पर N0 परिवर्तित होता है यह के बराबर है तो यह radiation density है radiation density है radiation density है और N0N1 थर्मल संतुलन में है जो thermal equilibrium में ऊर्जा के लिए Maxwell Boltzmann distribution है इसलिए अब आप देखते हैं कि absorption के बीच एक quantitative relation है तीन अभूतपूर्व logical constants यानी proportionality constant के बीच संबंध है वे हैं और अब सूक्ष्म उत्क्रमणीयता का सिद्धांत chemical kinetics में सबसे fundamental principles में से एक है यदि आप इससे परिचित नहीं हैं तो कृपया विश्वास करें कि यह एक बहुत ही बुनियादी सिद्धांत है जिस पर अधिकांश chemical kinetics आधारित है Microscopic reversibility के सिद्धांत में कहा गया है कि दो गुणांक और समान हैं अर्थात वह दर जिस पर अणु रेडिएशन की उपस्थिति में उत्तेजित होते हैं और जिस दर पर अणु रेडिएशन की उपस्थिति में अन उत्तेजित होते हैं वे दो constant बराबर हैं और इसलिए आपके पास एक B coefficient और A coefficient है जिसे मैं बराबर कहता हूं संक्षेप में B कहता हूं और अगर हम को A coefficient के रूप में लिखते हैं तो यह stimulated emission emission absorption coefficient है जो B द्वारा दिया गया है और दूसरा जो spontaneous emission coefficient A में है जैसा कि आपके यहाँ है दोनों के बीच एक संबंध है जिसे इस समीकरण से निकाला जा सकता है जिसे मैंने लिखा है अर्थात् गुणांक अब हम को B से को B से और को A से प्रतिस्थापित कर सकते हैं और आपके पास N0 बनाम N1 का अनुपात है तो इस संबंध पर पहुंचने के लिए यह एक बहुत ही सरल अंकगणित है जिसे मैं आपके पास एक अभ्यास के रूप में छोड़ दूंगा निम्नलिखित संबंधों पर पहुंचने के लिए अंकगणित निम्नलिखित संबंध ρν को coefficients के संदर्भ में दिया गया है Planck's distribution के संबंध में एक संबंध है जिससे आप परिचित हो सकते हैं ρν मैक्स प्लैंक द्वारा 1900 में दिया गया था प्लैंक 1900 जिसने भौतिकी को classical से quantum mechanics में बदल दिया radiation density ρν के लिए मैक्स प्लैंक के संबंध इस सूत्र द्वारा दिए गए हैं तो यह वह सूत्र है जिसे मैक्स प्लैंक ने ब्लैक बॉडी रेडिएशन के लिए इस्तेमाल किया यह मानते हुए कि सभी स्थितियां आदर्श हैं कि हम thermal equilibrium के बारे में बात कर रहे हैं हम आदर्श परिस्थितियों में absorption और emission प्रक्रियाओं के बारे में बात कर रहे हैं यदि हम प्लांक के सूत्र के संदर्भ में थर्मल radiation density ρν के संबंध का उपयोग करते हैं और ρν और coefficients A और B के बीच संबंध stimulated spontaneous emission coefficient A और stimulated emission या absorption coefficient B के बीच संबंध का उपयोग करते हैं तो आप देखिए A और B के बीच संबंध है और फिर algebraically संबंध को लिखना बहुत आसान है A और B के बीच संबंध द्वारा दिया गया है आपके द्वारा सरल बीजगणितीय जोड़ तोड़ करने के बाद यह आपके लिए एक अभ्यास के रूप में दिया गया है यह आपके लिए एक अभ्यास है बीजगणित के लिए ρν प्रतिस्थापन के अलावा और कुछ नहीं है इस समीकरण में यह व्यंजक के बराबर है आप इसे डालते हैं तो आप तुरंत प्रकार दूर हो जाते हैं इसलिए A बटा B इस coefficient द्वारा दिया जाता है यहाँ कुछ भी छिपा नहीं है यहाँ कोई छिपा हुआ बीजगणित नहीं है इसे phenomenal logical या semi classical theory रेडिएशन के लिए semi classical approach कहा जाता है इस प्रक्रिया की प्रासंगिकता है और इसके अलावा एक और constant है जिसमें यह एक अलग घटना की बात कर रहा है अर्थात् रेडिएशन द्वारा ऊर्जा का absorption और हम इन दो coefficients को एक elementary kinetic law के आधार पर रेडिएशन की उपस्थिति में first order rate law second order rate law जहाँ भी आवश्यक हो संबंधित कर रहे हैं तो संपूर्ण दृष्टिकोण दो अलग अलग घटनाओं की quantitatively कल्पना करना और इसके साथ दो मापने योग्य गुणांक को जोड़ना है और फिर यह निर्धारित करना है कि ये गुणांक मॉलिक्यूलर गुणों से कैसे संबंधित हैं जो पहली जगह में emission और absorption के लिए जिम्मेदार हैं यदि आपको molecular property याद है जो रेडिएशन के emission या absorption के लिए जिम्मेदार है तो विद्युत विकिरण निश्चित रूप से अणु का dipole moment या अणु के dipole moment में परिवर्तन होता है लेकिन किसी न किसी तरह से molecular electric properties से जुड़ा होता है इसलिए यदि हम A और B की पहचान कर सकते हैं दो rate constant जिन्हें मनमाने ढंग से आदर्श स्थिति और thermal equilibrium radiation equilibrium मानते हुए पेश किया जाता है और यदि हम इन constant को मॉलिक्यूलर गुणों के साथ पहचान सकते हैं तो हमारे पास यह समझने का एक तरीका है कि molecular properties कैसे स्पेक्ट्रम प्राप्त करने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं इसलिए Schrödingers wave equation के रूप में quantum mechanics की खोज से पहले ही यह सब किया गया था और यह आज स्पेक्ट्रोस्कोपी में लागू है कि एक तरफ As और Bs के बीच संबंध और दूसरी तरफ A और B के बीच एक molecular property जैसे dipole moment के साथ संबंध की पहचान मैं आपको केवल अंतिम संबंध दूंगा जो कि coefficient A और B का dipole moment के साथ है और विस्तृत नहीं होगा लेकिन इसे अधिक कठोर सिद्धांतों का उपयोग करके प्राप्त किया जा सकता है Coefficient B molecular property से संबंधित है अणु के dipole moment dipole moment magnitude से संबंधित है लेकिन एक बहुत ही विशेष मात्रा है जैसा कि हम स्पेक्ट्रोस्कोपी में आगे बढ़ते हैं हम कोशिश करेंगे और समझेंगे कि जैसा मैंने लिखा है वह परिमाण नहीं है बल्कि जैसा लिखा है इन्हें dipole moment matrix elements कहा जाता है चूंकि आपके पास पहले से ही quantum mechanics का विवरण है इसलिए dipole moment matrix elements mu 1 0 को मॉलिक्यूलर ईजेन फ़ंक्शन के रूप में लिखा जाता है जो excited state psi 1 स्टार ऑपरेटर dipole moment और मॉलिक्यूलर Eigen फ़ंक्शन ग्राउंड स्टेज d tau के अनुरूप होता है इसे matrix element कहा जाता है dipole moment matrix element तथा coefficient B इस dipole moment से इस सूत्र से संबंधित है B को 2 pi square गुणा 3 epsilon naught h square mu 1 0 square द्वारा दिया गया है इसलिए आप देखते हैं कि मनमाने ढंग से coefficient जिसे हमने rate process के लिए एक constant के रूप में पेश किया था मुझे इसे फिर से लिखना चाहिए और molecular property को dipole moment matrix element कहा जाता है अब आप देखते हैं quantum mechanics और एक बार मॉडल कैसे निर्धारित किया जाता है और इनके द्वारा संबंध निर्धारित किए जाते हैं Schrödinger equation के solution द्वारा quantum mechanics द्वारा wave function प्राप्त किया जाता है माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी का उपयोग करके एक अणु के लिए dipole moment संतुलन में निर्धारित किया जाता है और फिर हमारे पास एक सिद्धांत के माध्यम से dipole moment matrix तत्व से संबंधित absorption coefficient कहा जाता है जो निश्चित रूप से मैंने नहीं दिया है मैंने इसे व्युत्पन्न की आवश्यकता है हम ऐसा नहीं करेंगे इसके लिए quantum mechanical theory processes की आवश्यकता है लेकिन आइए हम यहां मूलभूत संबंध को absorption coefficient और molecular property के संदर्भ में लिखने का प्रयास करें और यह दिखाने के लिए कि थोड़ी सी सरलता के साथ एक semi classical method आपको coefficient के संदर्भ में एक स्पेक्ट्रम को समझने के लिए ले जा सकती है कि प्रयोगात्मक रूप से और एक molecular property को मापा जा सकता है जिसकी व्याख्या की जा सकती है यह वही है जो लेक्चर का पहला भाग है अर्थात् तीन प्रक्रियाएं और उनके बीच संबंध